पिछले व्याख्यान में हमने किसी दिए गए सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन की विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के तरीके के बारे में चर्चा की थी एक तरह से हमने कहा था कि एक विश्वसनीयता विकास मॉडलिंग है हम एक मॉडल पर विचार कर सकते हैं कई मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं हमने केवल तीन मॉडलों पर चर्चा की है इसलिए ये मॉडल मूल रूप से समय के साथ विफलता दर का चित्रमय प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस विशिष्ट सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन के लिए हम रुचि रखते हैं हम समय के साथ उसके विफलता डेटा को एकत्र करते हैं और फिर उसे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मॉडल सबसे सटीक है जो इस विफलता डेटा को सबसे सटीक रूप से फिट करता है और इसके आधार पर हम वर्तमान समय और इतने पर निश्चित समय के बाद सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता का अनुमान लगा सकते हैं हमने जिस दूसरे दृष्टिकोण पर चर्चा की वह सांख्यिकीय परीक्षण था सांख्यिकीय परीक्षण में हम परिचालन प्रोफ़ाइल और डिज़ाइन परीक्षण मामलों का उपयोग करते हैं हालांकि नाम का परीक्षण किया जा रहा है यहाँ उद्देश्य बग का पता लगाना नहीं है सांख्यिकीय परीक्षण का उद्देश्य सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता का अनुमान लगाना है यहां हम परीक्षण मामलों को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि परीक्षण डेटा उपयोगकर्ताओं द्वारा कार्यों के आह्वान की आवृत्ति के अनुरूप है यदि उपयोगकर्ता औसतन कुछ कार्यक्षमता का 40 प्रतिशत समय लगाते हैं तो हमारे परीक्षण डेटा में वास्तव में उस कार्यक्षमता के अनुरूप 40 प्रतिशत परीक्षण डेटा होना चाहिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बड़े परीक्षण डेटा का उपयोग करने पर निर्भर करता है क्योंकि जैसा कि नाम कहता है कि यह एक सांख्यिकीय तकनीक है हमारे पास एक बड़ा डेटा होना चाहिए जिसके आधार पर हम निश्चित समय के बाद विश्वसनीयता का अनुमान लगा सकें यदि हम केवल मुट्ठी भर डेटा का उपयोग करते हैं जो बहुत गलत परिणाम देगा और हम यह भी मानते हैं कि परीक्षण इनपुट का केवल एक छोटा प्रतिशत सिस्टम विफलता का कारण है यदि लगभग हर परीक्षण मामलों में सिस्टम विफलताएं होती हैं तो निश्चित रूप से विश्वसनीयता की भविष्यवाणी न केवल खराब होगी बल्कि यह बहुत सकल होगी यह सटीक नहीं होगी लेकिन सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग करने की जटिलता यह है कि हम परीक्षण डेटा कैसे उत्पन्न करते हैं क्योंकि हमें काफी बड़ी संख्या में डेटा की आवश्यकता होती है यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संख्या में डेटा होना चाहिए और न केवल यह कि यदि हम डेटा देते हैं जो कि उपयोगकर्ता द्वारा ठीक होने के लिए सबसे अधिक इनपुट होने की संभावना है लेकिन तब हमारे पास महत्वपूर्ण प्रतिशत होने की संभावना नहीं है इनपुट डेटा भी शामिल होना चाहिए ये मूल रूप से कोने के मामलों के अनुरूप होते हैं जो कि इनपुट मूल्य है जो उपयोगकर्ता सामान्य ऑपरेशन पर देते हैं जो ठीक है लेकिन फिर हमें इनपुट मूल्यों या इनपुट मूल्यों के संयोजन को भी शामिल करना चाहिए जो उपयोगकर्ता सामान्य रूप से नहीं देते हैं लेकिन कुछ समय के लिए हो सकता है दे और वे ही हैं जो वास्तव में विफलताओं का कारण बनते हैं जिन्हें कॉर्नर टेस्ट केस कहा जाता है लेकिन उन परीक्षण मामलों को बनाना वास्तव में चुनौती है सामान्य मान जो हम आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन असंभावित मूल्य जो एक बड़ी चुनौती और सांख्यिकीय परीक्षण बन जाते हैं परिणाम की सटीकता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि क्या हमने पर्याप्त कॉर्नर केस इन कॉर्नर केस का महत्वपूर्ण प्रतिशत का ध्यान रखा है यहां हम उन लोगों के लिए बड़ी संख्या में इनपुट देते हैं जो अक्सर औसत उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाते हैं और इसलिए औसत उपयोगकर्ता पाएंगे कि सिस्टम उनके अनुमान या उनकी सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता की समझ को चित्रित करता है और यहां विचार उन भागों का परीक्षण करने का है जो अक्सर अधिक परीक्षण मामलों के साथ उपयोग किए जाते हैं और इसलिए उन क्षेत्रों में बग को हटा दिया जाता है अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्य वे ठीक थे क्योंकि बहुत सारे परीक्षण मामलों को इसके लिए डिज़ाइन किया गया है और इसलिए न केवल यह कि हमें विश्वसनीयता का अनुमान मिलता है बल्कि महत्वपूर्ण संख्या में बग भी हटा दिए जाते हैं और वह भी अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों से और इसलिए सभी फ़ंक्शंस से समान रूप से बग्स को हटाए जाने की तुलना में सॉफ़्टवेयर की विश्वसनीयता अधिक दिखाई देती है यहां हम फ़ंक्शन का परीक्षण करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो सबसे अधिक बार उपयोग किए जाते हैं और यहाँ हम परिचालनात्मक प्रोफाइल के आधार पर परीक्षण डेटा को परिभाषित करते हैं और इसलिए यह अन्य प्रकार के माप की तुलना में औसत उपयोगकर्ता द्वारा बताई गई विश्वसनीयता का सटीक अनुमान देता है क्योंकि परीक्षण डेटा परिचालन प्रोफाइल के आधार पर उत्पन्न होता है लेकिन अगर हम सांख्यिकीय परीक्षण के नुकसान के बारे में सोचते हैं तो यह है कि परिणाम काफी हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम परिचालन प्रोफाइल को कैसे परिभाषित करते हैं और यह भी कि हम परिचालन प्रोफ़ाइल के आधार पर परीक्षण मामलों को कैसे डिजाइन करते हैं भले ही हम परिचालन को परिभाषित करते हैं एक श्रमसाध्य अध्ययन द्वारा प्रोफाइल जहां हम बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को लॉग एकत्र करते हैं सॉफ्टवेयर के वास्तविक उपयोगकर्ता परिदृश्य में लेकिन तब भी जब हमारे पास ऑपरेशनल प्रोफाइल सही ढंग से हो पहली चुनौती ऑपरेशनल प्रोफाइल को परिभाषित करना है इसे वास्तविक उपयोगकर्ताओं की स्थिति और उपयोगकर्ताओं के एक बड़े अंतराल से एकत्र किया जाना है दूसरी समस्या यह है कि अगर हमारे पास ऑपरेशनल प्रोफाइल सही है तो भी हम परीक्षण मामलों को कैसे डिजाइन करते हैं परीक्षण मामलों को डिजाइन करना जो सामान्य परीक्षण मान हैं मुश्किल नहीं है लेकिन आनुपातिक संभावना इनपुट या कॉर्नर केस का चयन करना एक बड़ी चुनौती है और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो परिणाम सटीक नहीं होंगे हमारे विश्वसनीयता अध्ययन के सारांश में हम कह सकते हैं कि किसी सॉफ़्टवेयर की विश्वसनीयता को भरोसे लायक या भरोसेमंद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है अधिक सटीक रूप से यह एक बहुत समग्र परिभाषा विश्वास योग्यता है या निर्भरता एक सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता का उनका सहज विचार है अधिक सटीक रूप से हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित समयावधि में उत्पाद के सही ढंग से कार्य करने की संभावना और हमने सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता माप में समस्याओं को देखा था यह देखा जाता है कि हार्डवेयर के विपरीत बग का पता लगते ही विश्वसनीयता बदल जाती है न केवल यह कि यह निर्भर है किसी सॉफ़्टवेयर की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि कौन उपयोग कर रहा है और इसलिए हमने कहा था कि हमें विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के लिए परिचालन प्रोफ़ाइल का उपयोग करना चाहिए हमारे परीक्षण मामलों को सॉफ्टवेयर के परिचालन प्रोफाइल के आधार पर डिज़ाइन किया जाना चाहिए फिर हम विश्वसनीयता का एक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो कि अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए सहमत है और परिचालन प्रोफ़ाइल इनपुट के विभिन्न वर्गों और उनकी घटना की संभावना पर आधारित है और सांख्यिकीय परीक्षण एक बड़े डेटा सेट का उपयोग करके परीक्षण पर आधारित है हजारों या लाखों डेटा परीक्षण डेटा जो एक बहुत यथार्थवादी आंकड़ा प्राप्त करने के लिए परिचालन प्रोफ़ाइल के आधार पर डिज़ाइन किए गए हैं अब हम सॉफ्टवेयर परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे परियोजना प्रबंधक को सॉफ्टवेयर परीक्षण के मुद्दों को भी समझने की आवश्यकता है क्योंकि अंत में एक अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद परीक्षण प्राप्त करना एक प्रमुख योगदानकर्ता है और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करने के लिए ताकि सॉफ्टवेयर एक अच्छी गुणवत्ता का हो परियोजना प्रबंधक को सॉफ्टवेयर परीक्षण में कुछ बुनियादी मुद्दों को समझने की आवश्यकता है उस प्रेरणा के साथ हम सॉफ्टवेयर परीक्षण पर कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे पहली बात जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है एक गलती और असफलता के बीच का अंतर जब एक प्रोग्राम का परीक्षण किया जा रहा है तो यह विफल हो सकता है उदाहरण के लिए किसी दिए गए इनपुट पर यह घातक त्रुटि प्रदर्शित कर सकता है प्रोग्राम अब समाप्त नहीं होगा हम यहां जो देख रहे हैं वह बग नहीं है अगर हमने इनपुट परीक्षण इनपुट दिया और हमने देखा कि यह संदेश आया था कि प्रोग्राम अब घातक त्रुटि को समाप्त करेगा हम विफलता का अवलोकन कर रहे हैं ना की त्रुटि का इसलिए हम परीक्षण पर जो देखते हैं वह विफलता है लेकिन असफलता दोष बग या गलती के कारण होती है दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि एक विफलता एक गलती की अभिव्यक्ति है कोड में कहीं एक बग है और जो विफलता का कारण बनता है लेकिन हमने परीक्षक को असफलता का अवलोकन किया लेकिन फिर क्या सॉफ्टवेयर में हर बग विफलता का कारण बनता है नहीं वहाँ बग हो सकते हैं जो कभी भी विफलता का कारण नहीं बन सकते हैं हम इस बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं कि बग कैसे मौजूद हो सकता है लेकिन असफलता का कारण नहीं आइए हम त्रुटि गलती और विफलता के बीच अंतर करें प्रोग्राम भले ही अब बहुत सारे स्वचालन स्वचालित उपकरण उपलब्ध हैं फिर भी प्रोग्रामिंग काफी हद तक गहन प्रयास है 1993 में IEEE मानक 1044 त्रुटियों और दोषों को समानार्थक माना जाता था लेकिन 2010 में संशोधन के लिए महीन भेद प्रस्तावित किए गए थे क्योंकि संचार में अधिक अभिव्यंजक होने की आवश्यकता थी हमें त्रुटि और गलती के बीच अंतर करने की आवश्यकता है क्योंकि कोडिंग डिजाइनिंग वगैरह श्रमसाध्य मैनुअल प्रयास हैं और लोग गलती करते हैं और इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एक त्रुटि गलती विफलता क्या है क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो इस क्षेत्र में अक्सर उपयोग किए जाते हैं यह समझने के लिए कि हम इस चित्र को यहाँ देखेंगे यहाँ प्रोग्रामर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग कर रहा है और शुरू में वह विनिर्देश डिज़ाइन और फिर कोड का उपयोग करता है विनिर्देश के दौरान कई गलतियाँ हो सकती हैं इस नीली आयतों का उपयोग करके जिन गलतियों का हमने प्रतिनिधित्व किया है लेकिन कई गलतियाँ वे समस्या पैदा नहीं करती हैं वे बग नहीं हैं उनमें से कुछ बग हैं लेकिन फिर सभी बग विफलता नहीं बनाते हैं कुछ बग विफलता पैदा करते हैं ऐसा ही डिज़ाइन और कोड है कोड प्रोग्रामर गलतियों या त्रुटियों को बना सकता है लेकिन सभी त्रुटियां दोष नहीं हैं मान लें कि प्रोग्रामर ने लिखने के बजाय गलती की है a के बराबर है b बनाया गया है गलती से c के बराबर लिखा गया है लेकिन फिर ऐसा हुआ कि b और c में समान मान था और इसलिए यह एक बग नहीं है यह है गलती नहीं है लेकिन यह प्रोग्रामर की ओर से एक गलती थी उसे c के बराबर लिखना चाहिए था लेकिन उसने b के बराबर लिखा लेकिन फिर कुछ दोष विफलता का कारण बन सकते हैं इसमें कोई गलती हो सकती है कि हमें गलत तरीके से लिखा जाए कि किसी कंडीशन पर b b में 2 के बराबर है लेकिन फिर मान लेते हैं कि सामान्य इनपुट के लिए कंडीशन कभी नहीं होती है 3 लिखित b में लिखने के बजाय b 2 में बराबर है इसमें एक गलती हुई थी और यह एक गलती है लेकिन फिर यह विफलता का कारण नहीं बनता है क्योंकि उन इनपुट वास्तविक उपयोग के दौरान नहीं दिए गए हैं यह अनुमान लगाते हुए कि इस तरह की कंडीशन प्रोग्रामर ने दी थीं लेकिन वह कंडीशन कभी नहीं आती है और इसलिए यह बग व्यक्त नहीं करता है कि विफलता के रूप में प्रकट नहीं होता है हालांकि सभी प्रोग्रामर प्रवीण गलती करते हैं और इनमें से कई गलतियां वे मूल रूप से कोड में बग रहते हैं और यहां तक कि सबसे अनुभवी प्रोग्रामर द्वारा एकत्र किए गए डेटा से पता चलता है कि औसत प्रति स्रोत कोड 1000 लाइनों में 50 बग हैं एक बड़ी संख्या है पेशेवर परीक्षकों द्वारा अच्छी तरह से परीक्षण करने के बाद भी हम वास्तव में सभी बगों को खत्म नहीं करते हैं प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्रामिंग पूरा होने के बाद प्रोग्रामर द्वारा पूरी की गई 50 से अधिक बग्स का पता लग जाता है लेकिन फिर भी स्रोत कोड की 1000 लाइनों में से 1 बग आमतौर पर मौजूद होता है एक अध्ययन यह कह रहा है कि परीक्षण के बाद भी प्रति स्रोत कोड की 1000 लाइनों में 1 बग अभी भी है कुछ अनुप्रयोगों के लिए यह स्वीकार्य हो सकता है लेकिन आइए एक बैंकिंग एप्लिकेशन पर विचार करें जहां बग है और जब बग विफलता में बदल जाता है तो महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता है या परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो सकता है स्रोत के प्रति 1000 लाइनों में से 1 बग स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वे सुरक्षा महत्वपूर्ण प्रणाली हैं विफलता होने पर भारी क्षति हो सकती है लेकिन बग का वितरण क्या है आमतौर पर बग के अधिकांश हिस्से जो विनिर्देश और डिजाइन से संबंधित विकास के बाद बने रहते हैं 40 प्रतिशत बग कोडिंग गलतियों पर आधारित होते हैं विशिष्टता और डिजाइन लगभग 60 प्रतिशत बग के बड़े प्रतिशत में योगदान करते हैं कोडिंग गलतियों के कारण 40 प्रतिशत बग मौजूद हैं लेकिन यह देखते हुए कि प्रोग्राम का विकास एक मैन्युअल गतिविधि है बग अपरिहार्य हैं क्योंकि लोग आखिरकार गलतियाँ करते हैं कोई व्यक्ति बग को कम करने के बारे में कैसे जाता है एक तकनीक की समीक्षा है विभिन्न चरणों में काम की समीक्षा करें जो बग को कम करने के लिए बहुत अच्छी तरह से स्वीकृत तकनीक है परीक्षण यह सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है बग की संख्या को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तकनीक औपचारिक विनिर्देश और सत्यापन का उपयोग बग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है और यहां तक कि एक उचित विकास प्रक्रिया का उपयोग अच्छी गुणवत्ता वाले सॉफ़्टवेयर का विकास करना और फिर बग की संख्या को कम करना इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि विभिन्न तरीके हैं जिनसे हम बग को दूर कर सकते हैं और परीक्षण बग को कम करने के सबसे आशाजनक तरीकों में से एक है लेकिन एक सॉफ्टवेयर दिया गया है कि कोई परीक्षण के बारे में कैसे जाने किसी भी सॉफ़्टवेयर का परीक्षण करने के लिए हमें उसे इनपुट डेटा देना होगा और फिर आउटपुट का निरीक्षण करना होगा और यह देखना होगा कि क्या उत्पन्न किए गए आउटपुट हमें दिए गए इनपुट के लिए अपेक्षा के साथ मेल खाते हैं यही है आउटपुट का निरीक्षण करें और जांचें कि क्या प्रोग्राम अपेक्षित रूप से व्यवहार करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया जाता है हम इनपुट देते हैं और निरीक्षण करते हैं कि क्या आउटपुट जैसा कि हमें उम्मीद है अन्यथा हम कहते हैं कि विफलता है यदि प्रोग्राम अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है तो हम पाते हैं कि हमने जो परीक्षण डेटा दिया है और हमने किस शर्त के तहत परीक्षण डेटा दिया है कि यह सॉफ्टवेयर किस अवस्था में था जब हमने परीक्षण डेटा दिया था और हम इसे नोट करते हैं कि यह स्थिति और परीक्षण डेटा है और इसे परीक्षण रिपोर्ट कहा जाता है जिसमें सभी शर्तें शामिल हैं जिनके तहत अलग अलग डेटा दिए गए थे आउटपुट का उत्पादन किया गया था और यह विफलता थी या नहीं और ये बाद में डेवलपर्स द्वारा उठाए जाते हैं वे विफलता डीबग और फिर डीबग को पुन उत्पन्न करते हैं और फिर सॉफ़्टवेयर को ठीक करते हैं सभी विकास गतिविधियों में से परीक्षण सबसे बड़े प्रयास का उपभोग करता है सभी भूमिकाओं के बीच सबसे बड़ी मैन पावर कंपनियां परीक्षण पर भारी निवेश करती हैं डिजाइन कोडिंग या विनिर्देशन की तुलना में परीक्षण के लिए अधिक प्रयास देती हैं और ज़ाहिर है इसका मतलब है कि यदि आप एक कंपनी में चलते हैं तो आपको एक परीक्षक से मिलने की अधिक संभावना है क्योंकि परीक्षक की संख्या अन्य भूमिकाओं की तुलना में बहुत अधिक है जिसका अर्थ यह भी है कि परीक्षण में अधिक नौकरी के अवसर क्योंकि कंपनियों को बड़ी संख्या में परीक्षकों की आवश्यकता है एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर के लिए विकास के प्रयास का 50 प्रतिशत परीक्षण पर खर्च किया जाता है लेकिन तब अगर हम उस समय को देखें जिसके लिए परीक्षण किया जाता है तो यह विकास के समय का लगभग 10 प्रतिशत है यदि यह 1 महीने की परियोजना है तो शायद ही 3 4 दिन परीक्षण के लिए दिए गए हों बाकी विनिर्देश डिजाइन कोडिंग और इतने पर हैं लेकिन तब विकास के 50 प्रतिशत प्रयास 10 प्रतिशत समय में खर्च होते हैं यह कैसे संभव है यह संभव है क्योंकि परीक्षक समानांतर रूप से काम कर सकते हैं परीक्षण की गतिविधियों में समानता बहुत है हम एक ही समय में परीक्षण करने के लिए बड़ी संख्या में परीक्षकों को तैनात कर सकते हैं वे अलग अलग कार्यशीलता विभिन्न परीक्षण डेटा और इतने पर परीक्षण करते हैं दूसरी ओर डिज़ाइन में हमारे पास इसे डिज़ाइन करने वाले कुछ ही डिज़ाइनर हो सकते हैं हम वास्तव में बड़ी संख्या में डिजाइनरों को नहीं लगा सकते हैं सैकड़ों डिजाइनर इसे डिजाइन कर रहे हैं आमतौर पर कुछ ही डिजाइनर होते है इसी तरह कोडिंग हम हजारों कोडर को तैनात नहीं कर सकते हमें प्रत्येक डेवलपर प्रत्येक कोडर को कम से कम कुछ मॉड्यूल असाइन करने की आवश्यकता है और इसलिए अन्य विकास गतिविधियों में समानता कम है और यही कारण है कि कम प्रयास दिए जाने के बावजूद उन्हें अधिक समय लगता है परीक्षण के दौरान कम समय में बड़ा प्रयास किया जाता है परीक्षण तकनीक बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है जो अधिक जटिल और परिष्कृत हो रही है मुख्य कारण बड़े और अधिक जटिल कार्यक्रम हैं नए प्रोग्रामिंग प्रतिमान परीक्षण स्वचालन और इसके लिए और नए परीक्षण के परिणाम भी इसलिए ये सभी परीक्षण को बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम बनाने में योगदान करते हैं परीक्षण वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण है भले ही पुराने समय का विचार था कि परीक्षण केवल एक नियमित कार्य है लेकिन अब यह बदल गया है क्योंकि परीक्षण बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है पहले लगभग 50 साल पहले परीक्षण काफी हद तक बंदर परीक्षण था जहां केवल यादृच्छिक मान दिए गए थे लेकिन अब बड़ी संख्या में नवाचार हुए हैं कई परीक्षण तकनीक परीक्षण उपकरण वगैरह और परीक्षक को इन तकनीकों के अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होती है वास्तव में परीक्षण कब तक चलता है जैसा कि हम एकीकृत प्रक्रिया प्रतिनिधित्व पर देख सकते हैं कि परीक्षण वास्तव में जीवन चक्र पर किया जाता है जीवन चक्र के अलग अलग समय पर परीक्षण मामलों को परिभाषित किया जाता है इकाई परीक्षण आयोजित किया जाता है एकीकरण परीक्षण परिभाषित संचालित प्रयोज्य परीक्षण सिस्टम परीक्षण परिभाषित और संचालित किया जाता है लेकिन फिर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कितने लंबे समय तक अधिक से अधिक परीक्षण डाटा परिभाषित बग का पता चला पाने परीक्षण करने के लिए है एक तरीका यह है कि हम इकाई समय के दौरान पहचाने जाने वाले बगों की संख्या का निरीक्षण करते हैं और जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ता है हम पाते हैं कि प्रति दिन पाए जाने वाले बगों की संख्या कम हो जाती है और फिर हमारे पास एक ऐसी स्थिति होती है जहां परीक्षण एक दिन या एक सप्ताह के लिए होता है और बग का पता नहीं चला है और यही वह समय है जब हम परीक्षण बंद कर सकते हैं दूसरा तरीका सीड बग्स है प्रबंधक डेवलपर्स और परीक्षकों को बताए बिना प्रोग्राम में बग का परिचय देता है और फिर देखता है कि उसने कितने बग पेश किए थे यदि वह पाता है कि अधिकांश बगों का पता चला है तो प्रबंधक जानता है कि यह परीक्षण बंद करने का समय है एक और शब्दावली जिसमें आम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है वह है सत्यापन और मान्यता के बीच का अंतर सत्यापन में हम निर्धारित करते हैं कि विकास के एक चरण का आउटपुट पिछले चरण की पुष्टि करता है या नहीं उदाहरण के लिए यदि डिज़ाइन परिणाम विनिर्देश के अनुरूप हैं कि क्या सभी विनिर्देश ठीक से ध्यान रखे गए हैं इसी तरह कोडिंग के लिए कि क्या डिज़ाइन किए गए सभी डिज़ाइन मॉड्यूल का ठीक से ध्यान रखा गया है और जिसे सत्यापन कहा जाता है जबकि मान्यता यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि क्या पूरी तरह से विकसित प्रणाली इसके विनिर्देश की पुष्टि करती है तो इसका मतलब है मान्यता पूरा सिस्टम पर किया जाता है जबकि सत्यापन किया जाता है क्योंकि विकास आगे बढ़ने के लिए जाँच करता है कि क्या विकास पूर्ववर्ती है सही ढंग से अर्थात् एक गतिविधि परिणाम उत्पन्न करती है जो पिछली गतिविधि द्वारा उत्पादित आउटपुट के अनुरूप होती है हम इस व्याख्यान के लिए समय से बाहर चल रहे हैं और हम यहां रुकेंगे